उत्तर साहित्य पर एक और व्याख्यान में आपका स्वागत है जैसा कि मैंने अपनी पिछली बैठक में कहा था कि आज हम भारतीय दृष्टिकोण से उत्तर औपनिवेशिकता पर चर्चा शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करना शुरू करें चलिए चिनुआ अचेबे के थिंग्स फॉल अप को एक आखिरी बार ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उपन्यास हमें आज बेहतर तरीके से हमारी चर्चा से जुड़ने में मदद करेगा अब आमतौर पर जब स्टूडेंट्स थैंक्स फॉल को पढ़ते हैं खासकर कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस को पढ़ने के बाद जैसे हमने किया है और अचेबे की हार्ट ऑफ़ डार्कनेस की आलोचना पढ़ने के बाद उनके निबंध द इमेज ऑफ़ अफ्रीका में वे थोड़े भ्रम के साथ रह गए हैं और यह भ्रम मुख्य रूप से इस तथ्य से है कि वे अचेबे से उपन्यास में क्या करने की उम्मीद करते हैं विशेष रूप से अफ्रीका की छवि के पढ़ने के बाद वे उम्मीद करते हैं कि अचेबे एक अफ्रीकी दृष्टिकोण से अफ्रीका में यूरोपीय औपनिवेशिक उत्पीड़न की आलोचना करेंगे लेकिन जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है जब हम अचेबे के उपन्यास को पढ़ते हैं तो आप जो पाते हैं वह यह है कि थिंग्स फॉल के अलावा यूरोपीय औपनिवेशिक प्राधिकरण की कोई सरल निंदा नहीं है औपनिवेशिक प्राधिकरण ने जिला आयुक्त के आंकड़े का प्रतिनिधित्व किया यदि आपको याद है जो लोअर नाइजर की आदिम जनजातियों की पुस्तक पसिफिकेशन के लेखक भी थे अब इसके बजाय या इसके विपरीत जो हम अचेबे को उनके उपन्यास में करते हुए देखते हैं वह मुख्य रूप से उस दोष रेखा पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है जो पहले से ही मौजूद प्रोलोनियल उमियोफियान समाज के भीतर मौजूद थी और जैसा कि हमने उपन्यास में चीजों को गिरते हुए देखा है मुख्य रूप से क्योंकि केंद्रीय आकृति जो ओकोंकवू है वह समुदाय को एक साथ नहीं पकड़ सकता है और वह उस समुदाय के केंद्र के रूप में असफल लड़खड़ाता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है अब अचेबे के उपन्यास में हम देखते हैं कि मुख्य पूर्वाग्रह उपनिवेशवाद के बाहरी दबावों के साथ इतना नहीं है जो समाज को खत्म करने में भूमिका निभाता है लेकिन प्राथमिक ध्यान केंद्रित नहीं है प्राथमिक फोकस प्रोलोनियल सोसाइटी अफ्रीकी समाज पर ही है और कैसे कुछ बहुत ही समस्याग्रस्त दोष लाइनें समाज के भीतर पहले से मौजूद हैं जो उपनिवेशवाद के दबाव में अपने अंतिम पतन की ओर ले जाती हैं लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अचेबे इतनी अधिक समय बिताने के बाद अफ्रीकी मूल के समाज और इसकी पारंपरिक प्रथाओं के साथ गलती क्यों कर रहे हैं जो यूरोपीय उपनिवेशवादियों की हिंसक घुसपैठ को चित्रित करने की तुलना में है जो अफ्रीका को वश में करते हैं अब इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें यह याद रखना होगा कि यद्यपि औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य का मुकाबला करना जैसा कि यूरोपीय उपन्यासों में दिखाई देता है जैसे कॉनरैड्स हार्ट ऑफ़ डार्कनेस अचेबे द्वारा अपना उपन्यास लिखने के पीछे एक कारण हो सकता है थिंग्स फॉल इसके अलावा अभी भी है कोनराड हार्ट ऑफ़ डार्कनेस और अफ्रीका के इसके चित्रण के जवाब के रूप में दूसरे शब्दों में अचेबे केवल पश्चिम में वापस नहीं लिख रहे थे बल्कि वह अपने साथी अफ्रीकियों के साथ और उपन्यास के साथ अपने समकालीन मिलियू के साथ भी उलझ रहा था इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि यद्यपि चीजें एक स्तर पर गिरती हैं अफ्रीका पर औपनिवेशिक प्रवचन का मुकाबला करने का एक प्रयास है क्योंकि यह कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस जैसे उपन्यासों में दिखाई देता है यह केवल उसी के बारे में नहीं है यह साथी अफ्रीकियों के साथ और समकालीन अफ्रीकी मिलियू के साथ संलग्न होने के बारे में भी है इसलिए अचेबे केवल कोनराड के लिए वापस नहीं लिख रहा था वह अपने साथी अफ्रीकियों के साथ जुड़ने के लिए भी लिख रहा था और वह समकालीन मील का पत्थर क्या था जिसके भीतर इस पुस्तक का निर्माण किया गया था खैर हमें यह याद रखना चाहिए कि 1950 के दशक के दौरान थिंग्स फॉल शिवाय लिखा गया था और जो कोई भी अफ्रीकी इतिहास से परिचित है वह जानता होगा कि यह वह दशक था जब यूरोपीय औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आंदोलन पूरे अफ्रीकी उपमहाद्वीप में चल रहा था दरअसल वर्ष 1958 जिस वर्ष थिंग्स फॉल अपार्ट प्रकाशित हुआ था वह वर्ष भी था जब नाइजीरियाई स्वतंत्रता के प्रस्ताव को पारित किया गया था और यह सहमति हुई थी कि 1 अक्टूबर 1960 से नाइजीरिया एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन जाएगा इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि थिंग्स फॉल शिवाय उस समय नहीं लिखा गया था जब अफ्रीका में औपनिवेशिक ताकतें नए सिरे से घुसपैठ कर रही थीं बल्कि यह ऐसे समय में लिखा गया था जब विघटन की प्रक्रिया जारी थी और डीकोलाइज़ेशन के इस दायरे में जब औपनिवेशिक संरचना को त्याग दिया जा रहा था और अफ्रीकी राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित करने के वैकल्पिक तरीकों की खोज कर रहे थे थिंग्स फॉल शिवाय ने प्रोलॉनिक अफ्रीकी समाज का जायजा लेने की कोशिश की अब एक बार उपनिवेशी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में औपनिवेशिक संरचना के साथ दूर करने के लिए अक्सर इसका मतलब था या बल्कि मुझे कहना चाहिए अक्सर एक पूर्व अतीत में वापस लौटने की इच्छा के साथ होता था जिसे फिर से किसी तरह से मान लिया जाता है एक स्वर्ण युग अब फाल्स फॉल के अलावा किसी भी ऐसी सरलीकृत इच्छा के विरुद्ध अतीत की कई दोषपूर्ण पंक्तियों और आंतरिक विरोधाभासों को प्रकट करके जो यूरोपीय समाज के यूरोपीय उपनिवेशवाद के भ्रष्ट प्रभाव में आने से पहले ही अफ्रीकी समाज को त्रस्त कर चुका था आंतरिक विरोधाभासों को उजागर करता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था उपन्यास में चीजें ठीक ठाक हैं क्योंकि अफ्रीकी समाज का पारंपरिक केंद्र उन्हें एक साथ नहीं पकड़ सकता था और उपन्यास ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि प्रीलोनियल पर वापस जाने का कोई आसान तरीका नहीं है उस संकट से गुजरे बिना जिसने इसे कम कर दिया और अचेबे इस बात की ओर इशारा करते दिख रहे हैं कि संकट केवल बाहरी नहीं था कई चीजें गलत हैं जो आंतरिक रूप से भी प्रोलोलॉनिक समाज के भीतर हैं अब मैंने आज की चर्चा थिंग्स फ़ॉल अप के साथ चर्चा शुरू कर दी है क्योंकि यह हमें उत्तर आधुनिकतावाद के क्षेत्र में चिंताओं के एक नए समूह से परिचित कराता है अब तक विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा में हमने खुद को उपनिवेशवाद की प्रक्रिया से और औपनिवेशिक प्रवचन विश्लेषण से जोड़ा है लेकिन जैसा कि चीजें गिरती हैं उदाहरण के तौर पर देखा जाता है जो आज के काल के बाद के साहित्य के अधिकांश भाग को विघटन की प्रक्रिया के साथ ही चिंतित करता है और आज के व्याख्यान में यह हमारी मुख्य चिंता है हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के माध्यम से विघटन की प्रक्रिया को देखने जा रहे हैं अब जब मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य कहता हूं तो यह प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है कि मैं किस परिप्रेक्ष्य या किस परिप्रेक्ष्य में भारतीय परिप्रेक्ष्य के रूप में पहचान कर रहा हूं अब हम एक ही सवाल पूछ सकते थे जब हम अपने पिछले व्याख्यान में अफ्रीकी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कर रहे थे लेकिन क्योंकि भारतीय संदर्भ हमारे लिए अधिक परिचित है मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत ही विराम देने और विचार करने का आदर्श समय है महत्वपूर्ण प्रश्न और कोशिश करें और इस प्रश्न के प्रभाव को समझें अब मुझे लगता है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि अफ्रीकी या भारतीय जैसे क्वालिफायर या विशेषण किसी भी सटीक अर्थ के लिए बहुत अस्पष्ट हैं और यह मुख्य रूप से अपार सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विविधताओं और विविधताओं के कारण है जो इन क्वालिफायर को अपने भीतर समाहित करते हैं तो आइए हम भारतीय विशेषण को और करीब से देखने का प्रयास करें और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले कुछ व्याख्यानों के लिए हम इस क्वालीफायर का उपयोग बहुत बार करेंगे तो भारतीय का मतलब क्या है कम से कम Postcolonial साहित्य पर व्याख्यान की इस श्रृंखला के संदर्भ में भारतीय का क्या अर्थ है जब मैं डीकोलाइज़ेशन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करता हूं तो मेरा मुख्य रूप से भारतीय मध्यवर्ग का दृष्टिकोण है लेकिन फिर से मध्यम वर्ग भी एक शब्द है जिसका मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मैं सुमित सरकार के आधुनिक भारत के शीर्षक 1850 1947 के ऐतिहासिक अध्ययन पर मध्यम वर्ग की अपनी समझ को आधार बनाता हूँ और इस पुस्तक में सरकार एक मध्यम वर्ग को परिभाषित करती है और मैंने उस परिभाषा को इन बिंदुओं में विभाजित करने की कोशिश की है लेकिन इस तरह से सुमित सरकार ने अपनी पुस्तक में मध्यम वर्ग को परिभाषित किया है इसलिए उनका कहना है कि मध्यम वर्ग उन लोगों का नया अंग्रेजी शिक्षित समूह था जो 19 वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज के एक अलग वर्ग के रूप में उभरने लगे थे और फिर इस नए मध्य वर्ग की सामाजिक जड़ों पर टिप्पणी करते हुए सरकार यह देखती है कि हालांकि इस वर्ग ने बुर्जुआ वर्ग के बाद खुद को स्टाइल किया जिन्होंने पश्चिम में मध्यम वर्ग का गठन किया वे लगभग पूरी तरह से उद्यमी व्यवसाय से अलग हो गए थे जो आमतौर पर सामग्री का निर्माण करते थे पश्चिम में पूंजीपति वर्ग का आधार इसलिए यदि वे व्यवसाय में नहीं लगे थे तो कोई व्यवसाय के मामले में खुद को कैसे वर्गीकृत कर सकता है खैर वे सरकारी नौकरी में लगे हुए थे या आप कानून शिक्षा पत्रकारिता चिकित्सा आदि जैसे व्यवसायों में लगे मध्य वर्ग को देख सकते थे और उनकी अंग्रेजी शिक्षा ने उन्हें इन व्यवसायों के साथ साथ इन सरकारी नौकरियों को लेने के लिए उपयुक्त रूप से उपयुक्त बनाया अब यहां सामाजिक आर्थिक तस्वीर को पूरा करने के लिए मुझे यह भी जोड़ना होगा कि इस नए उभरते मध्यम वर्ग के पास जमीन के साथ कनेक्शन के कुछ प्रकार भी थे और उनकी आय का एक हिस्सा भूमि के किराए से आया था जिसे उन्होंने क्षुद्र जमींदारों या छोटे जमींदारों के रूप में एकत्र किया था और ठीक है 19 वीं और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में यह शायद केवल बॉम्बे में था कि कोई भारतीय मध्यम वर्ग और व्यवसाय के बीच कुछ संबंध देख सकता है लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि औपनिवेशिक शासन के तहत भारत में बड़े और बड़े व्यवसाय थे सत्तारूढ़ यूरोपियों द्वारा सीधे नियंत्रित इसलिए औपनिवेशिक शासन के तहत भारतीयों का एक बड़ा वर्ग बड़े व्यवसाय में शामिल नहीं था अब इससे पहले कि मैं जनसंख्या के इस विशेष खंड को चुनने के कारणों पर विचार करूं जो कि डिकोलोनाइजेशन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करने के लिए है मुझे आपको यह याद दिलाना होगा कि वे भारत में डीकोलाइजेशन का विचार रखने वाले लोगों का पहला समूह नहीं थे वास्तव में भारतीय मध्यम वर्ग के चित्र में आने से पहले आदिवासी या अन्य किसान जैसे अन्य सामाजिक समूह थे जो भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ नियमित रूप से आंदोलन कर रहे थे और वास्तव में सुमित सरकार की बहुत ही पठनीय पुस्तक लोकप्रिय आंदोलन और लेटेस्ट क्लास लीडरशिप इन लेट औपनिवेशिक भारत की पुस्तक है जो औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के इन रूपों की खूबसूरती से पड़ताल करती है जिसके उदय से पहले मध्यम वर्ग और जो तब भी जारी रहा जबकि मध्यम वर्ग को प्रमुखता मिलने लगी लेकिन यह कहने के बाद भी मैं मुख्य रूप से इन दो कारणों से डीकोलाइजेशन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने के लिए मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा पहला कारण यह है कि यह मध्यम वर्ग था जो 19 वीं शताब्दी के अंत से लगभग एक उपनिवेशवाद विरोधी प्रवचन कायम कर सकता था जिसे राष्ट्रीय प्रवचन के रूप में स्वीकार किया गया दूसरे शब्दों में मध्यवर्ग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बहस करते हुए खुद को पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के रूप में आगे रख सकता था और वे भारतीय आबादी के विभिन्न अन्य वर्गों को समझा सकते थे कि मध्यवर्गीय नेतृत्व सभी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है भारतीय आबादी के गुट और इसे समझने के लिए आप वास्तव में एक बहुत ही सरल प्रयोग कर सकते हैं इसलिए मध्य वर्ग के दौरान एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे किसी भी प्रमुख व्यक्ति के बारे में सोचें और सोचें जो 20 वीं सदी की शुरुआत से भारत में शुरू हुआ औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष का नेतृत्व करता था कोई भी नेता जिसने 20 वीं शताब्दी के प्रारंभ से उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई अब संभावना है कि आपने जो आंकड़े सोचा है वह मध्यवर्ग का है उदाहरण के लिए यदि आपने बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल के बारे में सोचा है या सी दास या एम गांधी या जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस आप देखेंगे कि वे सभी अंग्रेजी शिक्षित थे और एक तरह के पेशे या अन्य में शामिल थे वास्तव में यदि आप ध्यान से नामों की इस सूची से गुजरते हैं जो मैंने अभी पढ़ी हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से अधिकांश वास्तव में बैरिस्टर के रूप में प्रशिक्षित थे लेकिन जब आप स्वतंत्रता आंदोलन के प्रकार में औपनिवेशिक विरोधी के साथ उनके जुड़ाव के बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में सोचते हैं जो ऐसे नेता हैं जिन्होंने दावा किया कि वे पूरे देश की ओर से बल्कि पूरी भारतीय जनता की ओर से बोलने का दावा करेंगे कहते हैं सिर्फ बैरिस्टर या सिर्फ अंग्रेजी शिक्षित मध्यवर्ग आप उनके बारे में ऐसा मत सोचिए अब वे सही मायने में भारतीय आबादी के सभी वर्गों के हितों के प्रतिनिधि थे या नहीं यह बहस का विषय है और वास्तव में इस बहस पर उपलब्ध साहित्य स्वैच्छिक है लेकिन यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मध्यम वर्ग के ये प्रतिनिधि उपनिवेशवाद के प्रति एक काउंटर प्रवचन देने में सक्षम थे जिसने राष्ट्र के प्रवचन का दावा किया इसलिए जब हम विघटन पर भारतीय परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करते हैं तो हम वास्तव में इस परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करेंगे जैसा कि मध्य वर्ग द्वारा उत्पन्न उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के प्रवचन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह केवल इस मध्यवर्गीय प्रवचन में है कि हम सबसे पहले औपनिवेशिक शासन के खिलाफ बोलने वाले राष्ट्र की धारणा पर आते हैं मध्यवर्ग पर ध्यान केंद्रित करने का दूसरा कारण यह है कि पोस्टकोलोनियल साहित्य की श्रेणी के तहत जिस तरह का भारतीय साहित्य अध्ययन करता है वह मुख्य रूप से मध्य वर्ग का उत्पादन है और हम इस मध्यवर्गीय पूर्वाग्रह के साथ साथ उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन के भीतर किए गए प्रयासों और मध्यवर्ग के संकीर्ण दायरे और उनकी चिंताओं से परे जाने के लिए चर्चा करेंगे जब हम बाद में सबाल्टर्निटी पर चर्चा करेंगे लेकिन अभी के लिए हम राष्ट्रवाद के प्रवचन की ओर लौटते हैं जो मध्यवर्ग ने औपनिवेशिक प्रवचन का मुकाबला करने के लिए बनाया था अब मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी प्रवचन की उत्पत्ति का पता 19 वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके चारों ओर यह प्रवचन रचा गया था 1 भारत को उपनिवेश क्यों बनाया गया था और 2 यह फिर से कैसे मुक्त हो सकता है इसलिए बहुत ही सरल बहुत ही बुनियादी सवाल लेकिन बुनियादी सवाल फिर भी जिसके चारों ओर मध्य वर्ग ने उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के इस प्रवचन को उत्पन्न किया अब 18 वीं शताब्दी के अंत तक और 19 वीं शताब्दी की शुरुआत में उदाहरण के लिए विलियम जोन्स जैसे यूरोपीय प्राच्यविदों के कार्यों के लिए धन्यवाद एचटी कोलब्रुक नथानिएल हालहेड ये वे नाम हैं जिनका मैंने अपने पिछले व्याख्यान में उल्लेख किया है मेरे एक शुरुआती व्याख्यान में यदि आपको याद हो तो अब उनके लिए धन्यवाद यह पहले से ही स्थापित था कि संस्कृत की भारतीय भाषा ने एक बहुत मजबूत आत्मीयता साझा की है ग्रीक और लैटिन जैसी यूरोपीय शास्त्रीय भाषाएं और यूरोपीय लोगों के लिए यह धारणा बन गई कि शास्त्रीय यूरोप और शास्त्रीय भारत के बीच कुछ प्रकार की सभ्यतात्मक आत्मीयता मौजूद है अब औपनिवेशिक प्रवचन में इसलिए अफ्रीका के विपरीत भारत बर्बर और बर्बर लोगों की भूमि के रूप में एकमुश्त खारिज नहीं किया गया था आत्मीयता की इस धारणा के कारण इसे खारिज नहीं किया गया था उदाहरण के लिए यदि कोई चीज यूनानियों के बहिष्कृत शास्त्रीय युग से संबंधित थी तो कोई इसे बर्बर लोगों की भूमि के रूप में कैसे खारिज कर सकता है बल्कि जिस तरह से औपनिवेशिक तर्क को आकार दिया गया था वह यह था कि भारत कभी एक सभ्य भूमि थी लेकिन उसके लोग अब उस अनुग्रह से गिर गए थे और इसीलिए उन्हें अपने मामलों के संचालन के लिए औपनिवेशिक प्राधिकरण के परिपक्व और प्रबुद्ध मार्गदर्शन की आवश्यकता थी और यहाँ मुझे लगता है कि आप महसूस कर सकते हैं कि हम एक सभ्यता मिशन के रूप में उपनिवेशवाद के विचार पर फिर से लौट आए हैं इसलिए अफ्रीका के विपरीत भारत को एक बार सभ्य देश माना जाता था एक बार सभ्य भूमि लेकिन स्पष्ट रूप से यूरोपीय दृष्टिकोण से सभ्यता का स्तर नीचे चला गया था और यही वह बहाना था जो कि यूरोपीय लोग कहते थे कि देखो हम यहां सभ्य या फिर से सभ्य होने के लिए हैं एक बेहतर शब्द की चाह में भारतीय अब अपने शुरुआती चरण में मध्यम वर्ग के राष्ट्रवादी प्रवचन ने तत्परता से एक सुनहरे अतीत के साथ साथ अनुग्रह से पतन की कथा को अपनाया क्योंकि इससे यह समझाने में मदद मिली कि भारत पहले स्थान पर उपनिवेश क्यों बन गया था इसलिए मध्यम वर्ग के राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि स्पष्ट रूप से भारत में कुछ गुणवत्ता की कमी थी जो उनके पास अतीत के सुनहरे युग के दौरान थी जिसके कारण बाहरी लोग आकर भूमि का उपनिवेश कर सकते थे अब तक एक मध्यम वर्ग के राष्ट्रवादी प्रवचन का प्रारंभिक रूप और औपनिवेशिक प्रवचन कमोबेश समझौते में थे कोई बड़ा चक्कर नहीं था जहां उन्होंने शुरुआत की जहां औपनिवेशिक प्रवचन और मध्यवर्गीय राष्ट्रवादी प्रवचन शुरू हुआ वह बिंदु था जहां शुरुआती राष्ट्रवादियों ने तर्क दिया कि कमियों को सुधारने के लिए उस सुनहरे सुनहरे अतीत में वापस आना संभव था जो पतन का कारण बना तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं डीकोलाइज़ेशन की दिशा में किसी भी आंदोलन में एक प्राकृतिक प्रवृत्ति मौजूद है जो कि पूर्व पूर्व अतीत और उस काल्पनिक अतीत की ओर लौटने की इच्छा को महिमामंडित करती है इसलिए जब चिनुआ अचेबे अपने थिंग्स फॉल शिवाय में प्रीऑलोनियल अफ्रीका के बारे में लिख रहे थे तो वे वर्तमान समस्याओं के समाधान के रूप में एक काल्पनिक अतीत में लौटने के इस सरल प्रयास के खिलाफ एक तर्क देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जैसा कि हम अपने अगले कुछ व्याख्यानों में देखेंगे कि यह विश्वास कि उपनिवेशवाद से दूर एक आंदोलन का मतलब स्वर्णिम अतीत की ओर लौटना चाहिए जिसने 19 वीं सदी के मध्य से लेकर 20 वीं सदी के गांधीवादी युग तक के मध्यम वर्ग के राष्ट्रवादी विमर्श को जोरदार ढंग से रेखांकित किया हालांकि हमें यहां दो बातों पर ध्यान देने की जरूरत है सबसे पहले हालांकि एक सुनहरे अतीत की धारणा ज्यादातर स्थिर रही अलग अलग मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों ने इसे अलग तरह से माना इस प्रकार यदि हम 19 वीं से 20 वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवादी प्रवचन के विकास का पता लगाते हैं तो हम इसमें अलग अलग राय पाएंगे कि उदाहरण के लिए स्वर्ण युग का गठन किस समय हुआ कब समाप्त हुआ इसके कारणों के बारे में और इसी तरह इसलिए स्वर्ण युग के बारे में राष्ट्रीय प्रवचन के भीतर महत्वपूर्ण विविधता मौजूद है दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह यह है कि यदि हम राष्ट्रवादी प्रवचन का अध्ययन करते हैं तो हम इस बारे में राय प्राप्त कर सकते हैं कि भारतीयों को पतित अवस्था से कैसे उबरना चाहिए ताकि वे वर्तमान में स्पष्ट रूप से स्वस्थ हो सकें और कैसे वे स्वर्ण युग को प्राप्त कर सकें जब हम अलग अलग साहित्यिक ग्रंथों के साथ काम करते हैं तो हम इन अंतरों को और अधिक बारीकी से जानेंगे लेकिन अब हमें मूल चक्रीय विवरण को ध्यान में रखना चाहिए और यहां आप देख सकते हैं कि पैटर्न सुनहरे अतीत से शुरू होता है और फिर यह पतन की ओर बढ़ता है और फिर यह सुनहरे युग को पुनर्प्राप्त करने की भावी संभावना के माध्यम से अतीत में वापस आ जाता है और यह पैटर्न राष्ट्रवादी विमर्श के विकास के दौरान कमोबेश स्थिर रहा इसलिए हमारे अगले व्याख्यान में हम विशिष्ट साहित्यिक ग्रंथों के संदर्भ में इस चक्रीय पैटर्न का अधिक बारीकी से विश्लेषण करेंगे धन्यवाद